छात्रों का स्वागत है इसलिए इस कक्षा में हम ओवरहेड वरियन्स के बारे में जानेंगे पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ ओवरहेड वेरिएंस की प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि ओवरहेड उत्पाद की कुल लागत का तीसरा घटक है और बहुत सीमान्त राशि है या हो सकता है कि आप इसे एक मामूली राशि कह सकते हैं जो सामग्री और श्रम के बाद 10 से 15 प्रतिशत तक हो सकती है इसलिए कभी कभी ओवरहेड्स के संबंध में भिन्नताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है लेकिन ऐसे मामले में जब एक फर्म आकार में बहुत बड़ा होता है ओवरहेड्स निरपेक्ष मूल्य में भी बहुत बड़े होते हैं उस स्थिति में भी 10 से 15 प्रतिशत लागत वाले घटक का विस्तार से विश्लेषण करने की आवश्यकता है और हमें उन वैरिअन्स की जांच करनी होगी कि ये वैरिअन्स कैसे आए हैं उन भिन्नताओं का कारण क्या था और यहां तक कि आप उन ओवरहेड वेरिएंस के 1 से 2 प्रतिशत को नियंत्रित करते हैं तो मुझे लगता है कि उत्पाद की कुल लागत में काफी कमी लाई जा सकती है तो मैंने आपको बताया कि ओवरहेड्स के दो प्रकार हैं फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स तो और आगे इन फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए हमारे पास आगे उप संस्करण हैं चूंकि इस ओवरहेड लागत का महत्व बहुत अधिक नहीं है इसलिए मैं आपके साथ सभी उप संस्करण पर विस्तार से चर्चा नहीं करुंगा तो कुल मिलाकर या बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ तीन व्यापक प्रसंगों पर चर्चा करुंगा पहला वैरिअन्स कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स होगा जिसमें कुल ओवरहेड्स निश्चित और परिवर्तनीय दोनों शामिल होंगे फिर हम उस अगले स्तर पर इसे विभाजित करते हैं हम उस ओवरहेड लागत वैरिअन्स को वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और निश्चित ओवरहेड वैरिअन्स में विच्छेदित करेंगे परिवर्तनीय ओवरहेड वैरिअन्समें आगे दो विभाजन भी होते हैं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिअन्स और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिअन्स और इसी प्रकार फिक्स्ड ओवरहेड में भी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिअन्स और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिअन्स की तरह आगे विभाजित होते हैं और वॉल्यूम वैरिअन्स में आगे तीन उप भाग या उप संस्करण हैं जो कि यह फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिअन्स कैलेंडर वैरिअन्स और एफ्फिएन्सिएंसी वैरिअन्स है इस प्रकार ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं अब हम इन सभी उप संस्करणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मोटे तौर पर हम ओवरहेड्स या ओवरहेड लागत के संबंध में तीन व्यापक भिन्नताओं के बारे में जानेंगे क्योंकि लागत के इस घटक की प्रासंगिकता सामान्य रूप से अधिकांश कंपनियों में बहुत अधिक नहीं है लेकिन फिर भी प्रबंधन लेखांकन का छात्र होने के नाते इसे जानना जरुरी है हम सभी के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि तीसरा महत्वपूर्ण वैरिअन्स ओवरहेड वैरिअन्स है और मोटे तौर पर हम तीन व्यापक भिन्नताओं की गणना कर सकते हैं टोटल ओवरहेड कॉस्ट वैरिअन्स और फिर वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स तो पहले हम सूत्र सीखेंगे कि हम इन भिन्नताओं की गणना कैसे कर सकते हैं मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ओवरहेड्स का निरपेक्ष रूप में अध्ययन नहीं किया जाता है उनका अध्ययन या तो सामग्री के अनुपात में या श्रम के अनुपात में किया जाता है तो फर्म की स्थिति के आधार पर फर्म की नीति क्या है फर्म की प्रक्रिया क्या है और वे ओवरहेड्स की लागत को कैसे वितरित करना पसंद करते हैं जैसे क्या वे सामग्री के अनुपात के रूप में या श्रम के अनुपात के रूप में इसलिए इन भिन्नताओं की गणना करते समय हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि ये ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करने के दो अलग अलग तरीके क्या हैं अगर हमें इस भिन्नता की गणना सामग्री के अनुपात में या उसके साथ करनी है तो उसे कैसे करना है और हमें इसे श्रम के संबंध में कैसे करना है इसलिए मैं आपके साथ दोनों सूत्रों पर चर्चा करूँगा और फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे दोनों में से किसी एक या कभी कभी दोनों को और फिर हम इन भिन्नताओं की गणना करना सीखेंगे तो हम पहले कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स की गणना करेंगे पहला वैरिअन्स ओवरहेड वेरिएंस है पहला विचरण टोटल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस है यह पहला है और इस कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स की गणना करने के लिए हमारे पास दोनों सूत्र पहले से हैं यदि यह सामग्री के संबंध में गणना की जानी है तो गणना कैसे करें इसका सूत्र है तो सूत्र वास्तविक आउटपुट गुणे स्टैण्डर्ड ओवरहेड दर प्रति यूनिट माइनस वास्तविक ओवरहेड लागत है वास्तविक आउटपुट गुणे स्टैण्डर्ड ओवरहेड दर प्रति यूनिट माइनस वास्तविक ओवरहेड लागत इसलिए यदि आप इन दो घटकों को देखते हैं तो ये मूल रूप से मानक ओवरहेड लागत और वास्तविक ओवरहेड लागत के बीच तुलना करते है और फिर हम इन दोनों के बीच भिन्नता खोजने की कोशिश करते हैं और अगर उसे श्रम के संबंध में पता लगाना है तो क्या सूत्र होगा जो कि वास्तविक उत्पादन के लिए मानक घंटे का मानक ओवरहेड दर से गुणा है यहां यह प्रति इकाई था इसलिए यह एक है और फिर हमें क्या करना है यह वास्तविक आउटपुट के लिए मानक ओवरहेड घंटे का स्टैण्डर्ड ओवरहेड रेट प्रति घंटे से गुणफल है जिसमे से वास्तविक ओवरहेड लागत घटा दी जाती है तो इसका मतलब है कुल ओवरहेड लागत विचलन की गणना करने के दो अलग अलग तरीके हैं और यदि यह उस सामग्री के संबंध में है जिसे आप पहले सूत्र का उपयोग करके गणना कर सकते हैं यदि यह उस श्रम के संबंध में है जिसे हम दूसरे सूत्र का उपयोग करके गणना कर सकते हैं अब हम इसे और विच्छेदित करेंगे और इन कुल ओवरहेड लागत विचलन के दो अन्य भाग वैरिएबल ओवरहेड हैं तो पहले हम वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करने के तरीके के बारे में बात करते है और वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करने के बारे में सीखेंगे इसका सूत्र वास्तविक उत्पादन गुने स्टैण्डर्ड वेरिएबल ओवरहेड दर प्रति इकाई माइनस वास्तविक वेरिएबल ओवरहेड लागत है तो इस सूत्र के बीच अंतर क्या है अगर आप इस सूत्र और इस सूत्र के बारे में बात करते हैं केवल हमने यहां शब्द जोड़ा है जो कि वेरिएबल है अन्य सूत्र उसी वास्तविक आउटपुट में है पहले मामले में मानक ओवरहेड दर प्रति यूनिट थी और अब यह वास्तविक आउटपुट गुणे स्टैण्डर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट प्रति यूनिट में से वास्तविक वेरिएबल ओवरहेड को घटाते है तो यह मानक वेरिएबल ओवरहेड्स और वास्तविक चर ओवरहेड्स के बीच एक तुलना है और केवल शब्द वेरिएबल को सूत्र में जोड़ा जाना है अगर इसे सामग्री के संबंध में गणना करना है और अगर यह श्रम के संबंध में है तो यह वास्तविक आउटपुट के लिए मानक घंटों में मानक वेरिएबल ओवरहेड दर प्रति घंटे से गुणे करके फिर घटाते है यह हिस्सा समान रहेगा यह वास्तविक परिवर्तनीय ओवरहेड लागत है इसलिए वास्तविक आउटपुट के लिए मानक घंटों में मानक वेरिएबल ओवरहेड दर प्रति घंटे से गुणे करके फिर इसमें से वास्तविक वेरिएबल ओवरहेड लागत को घटाते है इसलिए दूसरा पक्ष समान रहेगा पहला भाग बदल जाएगा यदि यह सामग्री के संबंध में है और यदि यह श्रम के संबंध में है तो अब यह है कि वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स की गणना कैसे करें और अब हम इस बारे में जानेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स की गणना कैसे की जाए तो अब अगला हिस्सा फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स है और इस फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स की गणना के लिए सूत्र फिर से बहुत सरल है हम यहां वास्तविक आउटपुट के रूप में ले रहे हैं वास्तविक आउटपुट गुणे मानक फिक्स्ड ओवरहेड दर प्रति यूनिट में से वास्तविक फिक्स्ड ओवरहेड को घटाते है तो यह फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स है अगर इसे सामग्री के संबंध में गणना करना है और दूसरा यदि यह श्रम के संबंध में गणना करना है तो दूसरा घटक वास्तविक उत्पादन के लिए मानक समय होगा वास्तविक उत्पादन के लिए मानक समय गुणे स्टैण्डर्ड फिक्स्ड आउटपुट गुने स्टैण्डर्ड फिक्स्ड ओवरहेड दर यह प्रति घंटे के मानक फिक्स्ड ओवरहेड की दर है बाकि अन्य भाग वास्तविक निश्चित ओवरहेड लागत सामान रहेगा तो ये मोटे तौर पर तीन संस्करण हैं जिन्हें हम ओवरहेड लागत वैरिअन्स के संबंध में गणना करते हैं पहले एक टोटल ओवरहेड लागत वैरिअन्स है इसलिए इस टोटल ओवरहेड लागत वैरिअन्स को वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स में बाटा जा सकता है और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स के मामले में हमने सीखा कि यदि वे सामग्री के संबंध में गणना की जाए तो उस की गणना कैसे करें यदि यह श्रम के अनुपात में है कि गणना कैसे करें और फिर निर्धारित ओवरहेड के मामले में भी हमने सीखा कि अगर उन्हें सामग्री के संबंध में गणना करना है तो यह कैसे करना है और यदि आप इसे श्रम के अनुपात में गणना करना चाहते हैं तो यह कैसे करें तो अगर आप इस अर्थ को देखते हैं तो ये तीन सूत्र मोटे तौर पर इनमें मामूली अंतर है पहला फॉर्मूला वास्तविक आउटपुट x मानक ओवरहेड दर प्रति यूनिट माइनस वास्तविक ओवरहेड लागत है मतलब वास्तविक कुल ओवरहेड लागत जो वैरिएबल और फिक्स्ड दोनों है और जब आप वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स की गणना के लिए जाते हैं तो पहला भाग समान रहता है फिर से वास्तविक आउटपुट गुणे अब हम इस गुणक कारक में वैरिएबल शब्द जोड़ रहे है तो ये अब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट प्रति यूनिट माइनस वास्तविक वेरिएबल ओवरहेड लागत और इस मामले में फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स जो की वास्तविक उत्पादन होगा उसको स्टैण्डर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट से गुणा करके वास्तविक फिक्स्ड ओवरहेड से घटाते है तो ये तीन व्यापक संस्करण हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं और हम यह पता लगा सकते हैं कि यदि परिवर्तनीय ओवरहेड लागत नियंत्रण से बाहर हो रही है तो इस लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए और यहां तक कि कभी कभी निर्धारित ओवरहेड लागत सामान्य रूप से फिक्स्ड ओवरहेड्स भी फिक्स रहते हैं लेकिन कभी कभी वे बदल भी जाते हैं फिर हमें यह सोचना होगा कि निश्चित ओवरहेड लागत क्यों बदल गई और इस बदलाव का कारण क्या हो सकता है या नकारात्मक वैरिअन्स नियंत्रणीय है अथवा नहीं और फिर इसे ओवरहेड लागत पर नियंत्रित करने या देखने के लिए इस्तेमाल करते है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो भागों में परिवर्तनशील ओवरहेड वैरिएशंस के आगे विभाजित करते है वेरिएबल ओवरहेड व्यय वैरिअन्स और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिअन्स और निश्चित ओवरहेड वैरिअन्स का और विच्छेदन आगे के दो भागों में होता है जो कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिअन्स है और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वैरिअन्स है और ये वॉल्यूम वैरिअन्स भी आगे तीन भागो में बांटा जाता है पहला यह कैपेसिटी वैरिअन्स फिर कैलेंडर वैरिअन्स और एफ्फिएन्सिएंसी वैरिअन्स है इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा इसके लिए आप पाठ्यक्रम योजना में दी गई मानक पुस्तकों और मानक लागतों या वैरिअन्स एनालायसिस के बारे में सीखने के लिए अच्छी पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं खान और जैन द्वारा एक मैनेजमेंट एकाउंटिंग पुस्तक जो की मैकग्रा हिल प्रकाशन से है तो आप उस पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं मैंने पहले भी इस पुस्तक के बारे में बताया है यह एक बहुत अच्छी किताब है तो आगे के विवरण के लिए निर्धारित ओवरहेड वैरिएंस या कुल ओवरहेड वेरिएंट के बारे में सीखना यदि आप उप संस्करण के लिए आगे जाना चाहते हैं और उन उप संस्करणों के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप उस पुस्तक या प्रबंधन लेखांकन पर किसी अन्य अच्छी पुस्तक का उल्लेख कर सकते हैं अब हमने इस बारे में जान लिया है कि इन तीनों प्रकारों कुल ओवरहेड लागत वैरिएंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस की गणना कैसे करें अब अगली बात यह है कि हम वास्तविक जीवन की स्थिति में इन सूत्रों को कैसे लागू करें इसके बारे में जानने के लिए जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आप इस भाग के बारे में बात करते हैं इस भाग में मैंने आपको यहाँ एक समस्या दी है ये दो समस्याएं हैं और ये बहुत ही साधारण समस्याएं हैं यदि आप हमें दी गई इस जानकारी को देखते हैं तो यह बहुत सरल लगता है कि ये समस्याएँ हैं या यह जानकारी बहुत सरल है इन दोनों समस्याओं में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए आपको विभिन्न ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करनी होगी हम अन्य सभी वैरिअन्स की गणना कर सकते हैं लेकिन मैं केवल तीन भिन्नताओं की गणना करूँगा पहली समस्या के लिए कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स और उसके बाद दूसरा परिवर्तनशील ओवरहेड वैरिअन्स और निश्चित ओवरहेड वैरिअन्स होगा और फिर हम तुलना करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लागत मूल्य और मात्रा का फंक्शन है यहाँ इन ओवरहेड वैरिएंट्स में कहा गया है टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएशन वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंट का फंक्शन है तो किसी अन्य भाग में इसका परीक्षण करते समय आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका कुल ओवरहेड कॉस्ट वैरिएबल वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि आपकी समस्या सही है और हमारे पास सही गणना है क्योंकि कुछ वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और निश्चित ओवरहेड वैरिअन्स कुल ओवरहेड लागत संस्करण के बराबर होना चाहिए और हमारे पास एक दूसरे के साथ गणना और तुलना करने का मतलब है तो यहाँ क्या समस्या है आइए हम इस समस्या को पहले समझते हैं बहुत सरल है तो चलिए पहले इस समस्या को समझते हैं और फिर हम इसे हल करेंगे इस समस्या में एक्सेल प्रोडक्ट्स इनकॉरपोरेट Excel Products Inc का प्रबंधन इस अवधि में वास्तविक उत्पादन पर अत्यधिक ओवरहेड खर्चों से परेशान है दी गई जानकारी कंपनी की पुस्तकों से ली गई है आपको लागत लेखाकार के रूप में कंपनी द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वह संबंधित वैरिअन्सेस को पूरा करने में मदद करे और कंपनी को उसी के अनुसार सलाह दे हमें जो जानकारी दी गई है वो आउटपुट मानक जानकारी है जिसका बजट अर्थ मानक और वास्तविक जानकारी है बजट का उत्पादन 15000 इकाई है और वास्तविक उत्पादन 1000 से अधिक यानी 16000 इकाई है कार्यदिवसों की संख्या 25 और 27 निश्चित ओवरहेड का अर्थ है कुल निश्चित ओवरहेड लागत और मानक मतलब बजट की लागत 30000 रुपये थी वास्तविक 30500 है यह थोड़ा ऊपर चला गया है और वेरिएबल ओवरहेड्स है वेरिएबल ओवरहेड्स की लागत कितनी है यह 45000 रुपये है जो मानक था लेकिन वास्तविक 47000 हो गया है और अंत में हमें जानकारी दी गई है कि क्षमता में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसलिए यह अंतिम पंक्ति कि क्षमता में 5 प्रतिशत की वृद्धि थी केवल तभी उपयोग करने योग्य है जब आप निर्धारित ओवरहेड क्षमता वैरिअन्स की गणना करते हैं उसके लिए आपको पहले निर्धारित ओवरहेड वॉल्यूम वैरिअन्स की गणना करनी होगी फिर क्षमता वैरिअन्स की क्योंकि हम इसकी गणना वॉल्यूम के संबंध में करते हैं क्योंकि तब उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि किसी भी कारण से आप महीने में मानकीकृत संख्या के मुकाबले अधिक दिनों तक काम कर सकते हैं या यदि आप इस मामले में कह रहे हैं कि आप संयंत्र की क्षमता को अपने पूर्ण स्तर पर उपयोग कर रहे हैं या ये पहले के मुकाबले अधिक हो सकता है इसलिए कि क्षमता में परिवर्तन होने के कारण दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है या संयंत्र के बेहतर उपयोग के कारण निश्चित ओवरहेड लागत विपरीत व्यवहार करती है मैंने आपको पहले भी बताया था कि निर्धारित ओवरहेड लागत का व्यवहार यह है कि यह प्रति यूनिट लागत के मामले में विपरीत रूप से बदलता है

क्योंकि यदि उत्पादन की मात्रा की संख्या बड़ी है तो फिक्स ओवरहेड की लागत फिक्स रहती है प्रति यूनिट लागत कम आती है इसका मतलब है कि प्रति यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड लागत का कम होता है और यदि उत्पादन कम होता है प्रति यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड लागत अधिक होती है इसलिए इसे वॉल्यूम से संबंधित करने के लिए क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड हैं यदि आप इनका उत्पादन या उपयोग बड़ी संख्या में इकाइयों के उत्पादन के लिए करते हैं तो आपकी प्रति यूनिट लागत कम हो जाएगी और यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आपकी प्रति यूनिट लागत बहुत अधिक होगी और क्षमता के उपयोग से प्रभावित होने या बढ़ने की उम्मीद है इसलिए इस अंतिम पंक्ति का हम उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम उस पर विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं फिर हम निश्चित ओवरहेड वॉल्यूम वैरिअन्स की गणना कर रहे हैं और फिर क्षमता वैरिअन्स इसलिए यह हमारे लिए किसी काम का नहीं है केवल हम इन सूचनाओं के उन पहले महत्वपूर्ण भागों का उपयोग कर रहे हैं जहाँ हम मानक और वास्तविक दोनों इकाइयों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम मानक और वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम वैरिएबल ओवरहेड्स मानक और वास्तविक के बारे में बात कर रहे हैं और फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स मानक और वास्तविक के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आप अब इन विभिन्न भिन्नताओं की गणना के लिए इसे हल करते हैं तो हमें इस समस्या को हल करना होगा तो सूत्र क्या है सरल सूत्र वास्तविक आउटपुट है तो पहले हम कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स कुल ओवरहेड लागत की गणना कर रहे हैं और सूत्र क्या है बहुत ही सरल फॉर्मूला हमें दिया गया है जो कि वास्तविक आउटपुट या इकाइयाँ गुणे मानक दर मानक ओवरहेड दर माइनस वास्तविक ओवरहेड लागत अब वास्तविक आउटपुट क्या है आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि वास्तविक उत्पादन 16000 यूनिट है तो हम इस 16000 इकाइयों का उपयोग करेंगे और हमें इसे किसी चीज से गुणा करना होगा और इसे किसी चीज से गुणा करने के लिए हमें मानक ओवरहेड दर मानक ओवरहेड दर जो प्रति यूनिट है की गणना करनी होगी हमने चर्चा की है कि प्रति इकाई मानक ओवरहेड दर जो प्रति यूनिट मानक ओवरहेड दर है इसलिए हमें प्रति यूनिट इस मानक ओवरहेड दर की गणना करनी होगी इसलिए हमें इसे इस रूप में लेना होगा क्योंकि हमें दी गई यह जानकारी वेरिएबल और फिक्स्ड के रूप में है इसलिए यदि आप फिक्स्ड ओवरहेड लागत को देखेंगे तो आप यह पता लगा सकते हैं कि कुल फिक्स्ड ओवरहेड लागत 30000 सही है और इकाइयों की संख्या क्या है मैं जिस मानक के बारे में बात कर रहा हूं प्रति इकाई मानक ओवरहेड लागत 15000 है इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड प्रति यूनिट 2 रुपये है और वेरिएबल ओवरहेड्स के मामले में हमें दी गई लागत 45000 फिर से इकाइयों की मानक संख्या 15000 है तो यह 3 रुपये सही है इसलिए इसका मतलब है अब हमें इस 16000 यूनिट की कुल लागत का पता लगाना है और क्या गुणा करके हमें इसे किसी चीज़ से गुणा करना है और वह चीज़ है रुपये 2 प्लस 3 रुपये और फिर वास्तविक ओवरहेड लागत यहां वास्तविक ओवरहेड लागत क्या है वास्तविक ओवरहेड लागत यदि आप इसे देखते हैं तो यह 30500 हो जाता है यह हमें दिया जाता है 30500 यह निश्चित है और वैरिएबल कितना प्लस 47000 है तो इससे आपको जानकारी के ये दो सेट मिल जाएंगे जिससे आपको टोटल ओवरहेड कॉस्ट वैरिअन्स की गणना करने में मदद मिलेगी और यह गणना करने के लिए कि यह कितना काम करता है रुपए 80000 माइनस यह कितना 77500 है और कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स कितना है यह 2500 होने जा रहा है लेकिन यह अनुकूल है हमारी मानक लागत अधिक थी हमारी मानक लागत कुल परिवर्तनीय और निश्चित दोनों में 80000 थी और वास्तविक लागत में 77500 की हुई है इसलिए इसका मतलब है कि कुल ओवरहेड लागत विचलन 2500 रुपये के अनुकूल हो गया है अब हम आगे वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स में विच्छेद करेंगे अब हम वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करेंगे और वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स की गणना के लिए फिर से आपको क्या करना है पहला हिस्सा वही रहने वाला है जो 16000 यूनिट्स का है वास्तविक आउटपुट गुणे स्टैण्डर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट प्रति यूनिट है और वैरिएबल ओवरहेड रेट प्रति यूनिट क्या है ये रुपये 3 है और इसमें से दूसरा भाग माइनस करते है जो वास्तविक वेरिएबल ओवरहेड है और यदि आप देखते हैं तो यह राशि 47000 है तो इसका मतलब है कि यह 47000 रुपये है तो यह 48000 रुपये से 47000 रुपये घटाते है तो आपका वैरिअन्स कितना होगा यह 1000 पर फिर से अनुकूल होने जा रहा है इसलिए यह हमें फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स से 1000 अनुकूल वैरिअन्स का पता चला है अब हम फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स के लिए जाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स के लिए फिर से है हमें वास्तविक आउटपुट लेना है 16000 इकाइयाँ इसे कुछ फिक्स्ड ओवरहेड दर से गुणा करती हैं और निर्धारित ओवरहेड रेट क्या है फिक्स्ड ओवरहेड्स 30000 हैं और उत्पादन है मानक उत्पादन 15000 है इसलिए यह दर 2 रुपये है और माइनस क्या करना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट है यह निश्चित ओवरहेड लागत कुछ ऐसी है जैसे आप कह सकते हैं कि यह राशि 30500 है यह यहां की लागत है जो कि 30500 है यह उत्पादन की वास्तविक निश्चित ओवरहेड लागत है इसलिए यह 32000 माइनस 30500 रुपये के रूप में निकलते है और निर्धारित ओवरहेड वैरिअन्स क्या आया है यह 1500 रुपये के बराबर है और यह अनुकूल भी है इसलिए हम यह पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि कुल ओवरहेड लागत विचलन यह हमें दिया गया है जो 2500 अनुकूल है वैरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1000 अनुकूल और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंट 1500 अनुकूल है इसलिए यदि आप अब इसकी गणना करते हैं कि कुल निश्चित ओवरहेड कुल ओवरहेड लागत विचलन 2500 है 2500 अनुकूल है और यह 1000 अनुकूल है और यह 2000 है क्षमा करें 1500 यह 1500 फिर से अनुकूल है तो यह 2500 के अनुकूल 2500 अनुकूल है इसलिए हम इस जानकारी का पता लगाने में सक्षम हैं और हम इन भिन्नताओं का विश्लेषण करने में सक्षम हैं और यदि आप इन प्रकारों को देखते हैं तो कुल लागत हमारी कुल लागत 80000 थी जो कुल ओवरहेड लागत के रूप में थी लेकिन वास्तव में हम इसे नियंत्रण में रखने में सक्षम हैं और हमें पता चला है कि आपकी कुल वास्तविक ओवरहेड लागत कहीं 77500 है इसलिए हमने 2500 रुपये के अनुकूल वैरिअन्स का पता लगाया और इसे फिक्स्ड ओवरहेड वैरिअन्स और वेरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स में विच्छेदित किया जाएगा इसलिए हमें पता चला कि यह वैरिअन्स ओवरहेड कॉस्ट की वजह से 1000 तक और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के कारण 1500 तक हो गया है और दोनों के ओवरऑल कॉस्ट वैरिअन्स के नियंत्रण में होने के कारण यह अनुकूल हो गया है यह पॉजिटिव आया है यदि आप इसकी तुलना करते हैं तो यह जानकारी यहाँ है कि ऐसा क्यों हुआ है यह हो सकता है हम आगे के बदलावों के लिए नहीं जा रहे हैं इसलिए यह संभव हो सकता है कि हमारा उत्पादन 1000 इकाई से बढ़ गया है यह मानक उत्पादन 15000 इकाई है वास्तविक उत्पादन 1000 इकाइयों द्वारा बढ़ाया जाता है इसलिए यह 16000 इकाइयों तक बढ़ रहा है कार्य दिवसों की संख्या में भी वृद्धि हुई है हमारे मानक कार्य दिवस प्रति माह 25 थे लेकिन हमने 27 दिनों के लिए काम किया है जो फिर से एक बहुत ही सकारात्मक कारक है और जब आप निश्चित ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत है आप इसे कॉल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ओवरहेड्स ने सीमा पार कर ली है स्टैंडर्ड ओवरहेड 30000 मानक तय ओवरहेड्स 30000 थे लेकिन आप देख रहे हैं कि यह अपेक्षाओं से परे होना चाहिए कि निर्धारित ओवरहेड लागत में 500 की वृद्धि भी हो सकती है लेकिन यह अधिक है यह सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए और इस मामले में यदि आप वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को देखते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट का मतलब भी 45000 से 47000 हो गया है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अगर आपका उत्पादन 15000 से 16000 तक बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से आपकी परिवर्तनीय ओवरहेड लागत बढ़ जाएगी क्योंकि प्रति यूनिट वेरिएबल ओवरहेड लागत उसी तरह से जाती है जैसे उत्पादन ऊपर जाता है इसमें सकारात्मक और प्रत्यक्ष संबंध है निश्चित ओवरहेड के मामले में प्रति यूनिट यह लागत उलटा संबंध है इसलिए वेरिएबल ओवरहेड के मामले में चिंता की कोई बात नहीं है कि 30 से 30500 तक की निर्धारित ओवरहेड लागत वृद्धि क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए था शायद आप 15000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं या आप 16000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं हो सकता है कि आप 25 या 27 दिनों के लिए काम कर रहे हों लेकिन यह लागत बढ़ गई है या हो सकता है कि एक कारण यह हो सकता है कि फिक्स्ड ओवरहेड से उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है कि दिनों की संख्या ने निश्चित ओवरहेड्स को प्रभावित किया हो क्योंकि हमने दो और दिनों के लिए 25 से 27 तक काम किया है इसलिए हमने इसके लिए काम किया है लेकिन फिर भी यह लागत बढ़ गई है इसलिए क्योंकि निश्चित ओवरहेड लागत 30000 है इसलिए इसे 30000 तक रहना चाहिए था क्योंकि यह बढ़ गया है इसलिए हमें इस परिवर्तन को लागत में इस परिवर्तन के लिए देखना होगा लेकिन यहां तक कि हम इसे नहीं देखते हैं यह बहुत गंभीर अंतर नहीं है यह बहुत गंभीर राशि नहीं है इसलिए हम यह पता लगा सकते हैं कि ओवरहेड वेरिएंस की गणना करना महत्वपूर्ण है लेकिन हम इस घटक के लिए ओवरहेड लागत का सतही विश्लेषण कर सकते हैं भले ही आप टोटल ओवरहेड कॉस्ट वैरिअन्स की गणना करें और चाहे आप फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को अलग अलग देखे तो भी बहुत बड़ा नहीं होगा तो आपको एक विचार मिलेगा कि क्या कुल ओवरहेड लागत नियंत्रण में है या यह मानकों से परे है और निश्चित और परिवर्तनीय ओवरहेड लागत के मामले में यह नियंत्रण के भीतर है या यह नियंत्रण से परे है और फिर हम इसे लागू कर जाँच सकते हैं इसलिए यह पहली समस्या है जो मैं यहां कर सकता हूं और दूसरी समस्या आप स्वयं मेरे पहले से ही दिए गए विभिन्न सूत्रों का उपयोग करके हल कर सकते हैं और इन तीन व्यापक भिन्नताओं की गणना करें जो कि कुल ओवरहेड लागत वैरिअन्स है फिर वैरिएबल ओवरहेड वैरिअन्स और निश्चित ओवरहेड लागत वैरिअन्स है तो इस तरह से हम मानक लागत के संबंध में इसके बारे में और जान सकते हैं मैं यहां रुकूंगा और इसका मतलब आगे इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस क्षेत्र में या इस विशेष विषय ये सबसे महत्वपूर्ण घटक था मटेरियल वेरिएंस जिसपर हमने विस्तार से चर्चा की है दूसरा महत्वपूर्ण लेबर वेरिएंस था जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है और तीसरा ओवरहेड वैरिएशन है इसलिए ओवरहेड कॉस्ट के महत्व को देखते हुए मैंने आपको विस्तृत आइडिया दिया है कि कैसे ओवरहेड वैरिअन्स की गणना करें और सूत्र क्या हैं और उनका विश्लेषण कैसे करें इसलिए मानक लागत के संबंध में मैं यहां रोक रहा हूं और अब अगली चीज जो हम सीखेंगे वह यह है कि अगली तकनीक लागत को नियंत्रित करने या बहुत प्रतिस्पर्धी और कठिन बाजार स्थितियों में निपटने की एक और तकनीक है जिसे सीमांत लागत कहा जाता है तो अगली कक्षा में हम सीमांत लागत के बारे में सीखना शुरू करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि संबंधित प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों में कंपनियों द्वारा सीमांत लागत का उपयोग कैसे किया जा सकता है